ये प्रमुख सीमाएँ हैं एक है सर्च एल्गोरिथ्म सर्च एल्गोरिथ्म क्या है स्टूडेंट इसमें सर्च पोज मिलेगा सर्च पोज राइट क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में बड़े पोज़ बना सकता है वे सक्रिय साइटों को शामिल करते हैं यहां तक कि डायहेड्रल कोणों के परिवर्तन से आप बड़ी मात्रा में अनुरूपता देख सकते हैं राइट तो कैसे देखना है कौन सा देखना सबसे अच्छा है ताकि लिगैंड इंटरेक्ट कर सके और दूसरा पहलू स्कोरिंग फंक्शन जब आपका लिगैंड प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है कि इस लिगैंड को कैसे परिभाषित किया जाए या कैसे परिमाणित किया जाए की लिगैंड 1 बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करता है लिगैंड 2 की तुलना में इसलिए बाइंडिंग एफिनिटी को तय करने के लिए हमें एक स्कोरिंग फंक्शन की आवश्यकता होती है प्रोटीन के साथ साथ लिगैंड के बीच भी आत्मीयता तो दो पहलुओं में से एक है पोज़ और दूसरा एक स्कोर राइट जो आपको बाइंडिंग की ताकत देता है फिर ये कैसे करें यदि आप सर्च एल्गोरिथ्म में देखते हैं तो विभिन्न संख्या में सर्च स्थान हैं यदि आप प्रोटीन लिगंड डॉकिंग को लेते हैं तो इसमें कई डिग्री ऑफ़ फ्रीडम शामिल हैं हैं सही वो विभिन्न डिग्री ऑफ़ फ्रीडम क्या है राइट कितनी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हैं जब आपका प्रोटीन लिगैंड के साथ इंटरैक्ट करते हैं आप ट्रांसलेशन के लिए देख सकते है कितनी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हैं ट्रांसलेशन के लिए 3 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सही है क्योंकि आप xyz को देख सकते हैं 3 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम इसी तरह आप 3 रोटेशन देख सकते हैं शीघ्र ही हमारे पास डिग्री ऑफ़ फ्रीडम 6 है तब यदि आप स्वतंत्रता के विरूपण अंशों को सही देखते हैं क्योंकि आपके पास घुमाव हैं तो आप परिवर्तन को देख सकते हैं जहां या जहां हम घुमाव हो सकते हैं वहां के आधार पर कई परिवर्तन होते हैं फिर यदि आप साल्वेंट को देखते हैं तो सोलवेंट प्रोटीन लिगैंड ज्योमेट्री में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसलिए इस मामले में हमारे पास एक बड़ा सर्च स्थान होना चाहिए तो यदि आपको एक सर्च एल्गोरिथ्म प्राप्त करने की आवश्यकता है जो बॉन्डिंग स्थिति में एक अणु के किसी विशेष रूप से सुधार के लिए विभिन्न पोज़ और विभिन्न झुकावों को उत्पन्न करता है इसलिए यह विभिन्न अभिविन्यास उत्पन्न करने की अनुमति देता है और इसे उदाहरण के लिए पूरे खोज स्थान को कवर करना पड़ता है अगर हम साधारण अमीनो एसिड को देखते हैं सही और एक रोटेशन में वे 0 से 360 डिग्री डाल सकते हैं अगर दो हैं तो दूसरा घुमाएगा आप इसे व्यवसित तरीके से घुमा सकते हैं तो यह लंबे समय लगता है इसलिए समय और सर्च स्पेस कवरेज के बीच अदला बदली बंद है यदि आपके पास अधिक समय है तो आप अधिक स्थान खोज सकते हैं यदि कम समय में हमें कम खोज स्थान मिलेगा तो इस मामले में हमें अलग अलग खोज स्थान पाने के लिए एक स्मार्ट एल्गोरिदम होना चाहिए और विभिन्न पोज़ सही होना चाहिए तो यह भी डॉकिंग के प्रकार पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं कभी कभी अगर आपको पता है कि लिगेंड मैंने कहा था कि यदि आप प्रोटीन जानते हैं तो पहले चर्चा करें और अगर हम इस मामले में लिगेंड को ठीक से जानते हैं तो डॉकिंग का प्रतीक है यहीं पर हम एक रिजिड डॉकिंग करते थे इस मामले में प्रोटीन को रिजिड माना जाता है हमारे पास प्रोटीन मुद्रा है इसलिए हम प्रोटीन पोज़ में कोई बदलाव नहीं करते हैं हम पोज़ को वैसे ही बनाए रखते हैं फिर लिगैंड हम अलग अलग झुकाव बनाते हैं और अलग अलग अनुरूपण आप सही बना सकते हैं और प्रत्येक रचना के लिए हम लिगैंड का इलाज कर सकते हैं क्योंकि वे भी रिजिड हैं और प्रोटीन भी रिजिड है और आप डॉकिंग देख सकते हैं इसलिए हमें एक ऊर्जा मिलती है इसलिए हम फिर से निर्णय लेंगे कि हम भी निर्णय ले सकते हैं इसलिए स्वतंत्रता के ट्रांसलेशनल घूर्णी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के आधार पर अलग अलग रचना करें और हम देख सकते हैं कि कैसे वे प्रोटीन के साथ सही फिट होते हैं जिसे रिजिड डॉकिंग कहा जाता है इस मामले में प्रोटीन तय हो गया है यदि यह एक लिगैंड है जो कि निश्चित भी है लेकिन लिगैंड हम अलग अलग अनुरूपण कर सकते हैं और प्रत्येक अनुरूपता सही अनुरूपता आप इस स्कोरिंग को प्राप्त कर सकते हैं फिर फ्लेक्सिबल डॉकिंग का मामला फ्लेक्सिबल डॉकिंग क्या है इस मामले में नाम ही बताता है कि यह सही है इस मामले में आप सक्रिय साइट पर प्रोटीन की रचना को बदल सकते हैं आप विभिन्न अनुरूपता को सही बना सकते हैं इस मामले में बहुत समय लगता है क्योंकि हमारे पास लिगैंड के अलग अलग अनुरूप हैं और हमारे पास अलग अलग विन्यास हैं प्रोटीन के लिगैंड और प्रोटीन की तुलना में अधिक समय कौन लेता है छात्र प्रोटीन प्रोटीन अधिक समय लेता है क्योंकि लिगैंड को कम समय लगता है क्योंकि यह एक बहुत छोटा अणु है और कई छल्ले हैं तो इस मामले में अब बहुत अधिक रोटेशन्स है लेकिन आप प्रोटीन को प्रत्येक अमीनो एसिड के अवशेष को सही से लेते हैं भले ही यह सक्रिय साइट में 5 अवशेष हो राइट कई डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है तो इस मामले में विभिन्न समझौते सही हैं इस मामले में आपको सामान्य एल्गोरिथ्म की आवश्यकता है हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो इन सभी पोज़ या इन सभी रचना का नमूना ले सकता है इसलिए विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम हैं हम उदाहरण के लिए व्यवस्थित रूप से खोज कर सकते हैं यदि आपके पास 3 घुमाव हैं रचना और हम व्यवस्थित रूप से एक डिग्री के साथ चलते हैं तो आपको सभी स्थान को कवर करने के लिए हमें कितनी बार करना होगा एक मामले के लिए आपको 360 डिग्री दूसरे में भी 360 डिग्री या 360 में 360 गुणा 360 सही 360 में 360 को दो तीन बार पूरे स्थान को पूरा करना होगा या आप एक डिग्री के बजाय 5 डिग्री या 10 डिग्री का उपयोग कर सकते हैं व्यवस्थित रूप से आप कर सकते हैं एक के बजाय आप कर सकते हैं 10 तो 360 आप 36 गुना 36 में 36 हो जाएगा 36 में हम 3 रोटेशन है यदि आप के पास 4 या 5 से अधिक हैं तो स्वचालित रूप से संख्या में वृद्धि होगी लेकिन यह प्रणालीगत है लेकिन यह बहुत अधिक थकावट भरा हैराइट आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी रचना ठीक है लिगैंड के साथ एक लिगैंड हैं कॉनफॉर्मेशन को बदलें और इसे फिट करें और उनका स्कोरिंग प्राप्त करें आप देख सकते हैं कि ये संभव मामले हैं और हम निश्चित रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह पोज़ है जहां लिगैंड इंटरैक्ट कर सकता है प्रोटीन के विशेष अनुरूप से यह सही नमूनाकरण की बारीकियों पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार करना चाहते हैं सही विचलन कितना हो कितना डिग्री आप बदलना चाहते हैं तो यह उस समय की संख्या पर निर्भर करता है जिसे आपको सर्च करने की आवश्यकता है और यह सब केवल कम आयाम की समस्याओं के लिए संभव है यदि दो मामले हैं तो आप इसे कर सकते हैं 3 घुमाव जो आप कर सकते हैं यदि आपके पास कई घुमाव हैं तो यह संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत समय लगता है आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप विभिन्न डिग्री ऑफ़ फ्रीडम देख सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए उस से बचने के लिए यदि आप व्यवस्थित रूप से ऐसा करना चाहते हैं और बेतरतीब ढंग से आप 1 भी कर सकते हैं तो 10 20 50 60 यदि आप इन स्टोचस्टिक खोज को यादृच्छिक रूप से देखते हैं तो आप फिट परिवर्तन जोड़ सकते हैं और पा सकते हैं यह संभव है या नहीं दूसरा आप इसे करें और फिर देखें कि यह संभव है या नहीं इन दोनों के बीच आप कर सकते है यह एक तीसरा है इस तीसरे को शायद इस जगह पर रखा जा सकता है फिर 3 के आधार पर आप कर सकते हैं यह चौथा है तो इस मामले में लाखों बार करने के बजाय आप इसे हजारों गुना कम कर सकते हैं इसे स्टोचस्टिक खोज कहा जाता है यदि आप इन परिणामों को प्रणालीगत और स्टोकेस्टिक खोज के बीच देखते हैं तो हम बहुत अधिक विचलन नहीं पा सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से एक विचलन है लेकिन व्यवस्थित खोज और स्टोकेस्टिक खोज के साथ प्राप्त पोज़ के बीच बहुत अंतर नहीं है तो यहाँ यह अनियमित है और परिणाम भिन्न होता है क्योंकि यदि आप 100 सुधार का उपयोग करते हैं तो हमें मिलेगा कुछ डेटा बिंडिंग यदि आप एक और 100 का उपयोग करते हैं तो यह अलग नहीं होगा इसलिए आपके द्वारा किए गए नमूने के आधार पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले स्थान के आधार पर जो आपको परिणाम देगा और परिणाम सही बदलता है और आप उदाहरण के लिए सही सफलता की संभावना को बेहतर बनाने के लिए दोहरा सकते हैं इसके बजाय एक मिलियन बार 10000 बार तक जाते हैं नतीजा यह है कि आप एक लाख बार के समान हैं तो यह ठीक है यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक और मौका सही बदल सकते हैं इस समय के बीच वे एक का चयन कर सकते हैं और 3 अच्छे नहीं हैं तो आप चौथे में जाएंगे एक चौथाई 3 और 4 के बीच में है तो 5 में से एक आप तय कर सकते हैं कि हम इन 4 और 5 के बीच कुछ अन्य सुधार प्रदान कर सकते हैं जो वे कर सकते हैं और यहां आप उच्च आयाम समस्याओं के लिए संभव हल कर सकते हैं यदि आपके पास कई घुमाव हैं तो इन स्टोचस्टिक खोज जुर्माना के मामले में अलग अलग अनुरूपणों का मानचित्रण करना भी संभव है तो व्यवस्थित खोज और स्टोकेस्टिक खोज के बीच अंतर क्या हैं अंतर क्या हैं छात्र यह अनियमित है यह अनियमित है क्योंकि स्टोचस्टिक यह व्यवस्थित होने के कारण संपूर्ण है व्यवस्थित हम सटीक मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं तो यह वही है जो लिगेंड बांधने के लिए पसंद करता है लेकिन स्टोकेस्टिक के मामले में परिणाम बदल जाएगा और व्यवस्थित सही नमूनाकरण की कणिकामयता पर निर्भर करेगा सही कि क्या कोण है जो आपको बदलने की आवश्यकता है तो यहाँ यह दोहराएगा सफलता की संभावना को सुधारने के लिए आप फिर से बदल सकते है और व्यवस्थित केवल कम आयाम पर ही संभव है लेकिन यहाँ स्टोचस्टिक आप उच्च आयामों के साथ जा सकते हैं उदाहरण के लिए ऑटोडॉक खोज है चालीस आयाम के बारे में तो विभिन्न एल्गोरिदम सही तरीके से प्रस्तावित किए गए हैं कि स्टोकेस्टिक खोज के मामले के लिए नमूना सही करने के लिए सही सिमुलेटेड अन्नीलिंग जेनेटिक एल्गोरिथ्म टैबू सर्च राइट हाइब्रिड ग्लोबल लोकल सर्च और लैमार्कियन जीए एल्गोरिदम इत्यादि इसलिए स्टोकेस्टिक खोज को करने के लिए विभिन्न एल्गोरिदम का प्रस्तावित किया गया है इसलिए मैं उनमें से केवल दो को समझाऊंगा पहले है सिमुलेटेड अन्नीलिंग यहाँ मुख्य रूप से तापमान पर आधारित है इसलिए धारणा यह है कि जब हमारे पास ये उच्च तापमान होता है इसलिए अणु के पास इस मामले में डिग्री ऑफ़ फ्रीडम अधिक है कि हमारे पास बहुत सारे कन्फर्मेशन हैं लेकिन सभी कन्फर्मेशन वे इन फिट के माध्यम से किसी भी स्कोरिंग फंक्शन से नहीं गुजरेंगे यह इस स्कोरिंग फंक्शन से नहीं गुजरेगा इस स्तिथि में उनमें से अधिकांश अस्वीकृत हो जायेंगे फिर स्वीकार वालो की तरफ जाते हैं एक बार तब हम तापमान में कमी करते हैं जब हम ठंडा करते हैं तो आप इस मामले में डिग्री ऑफ़ फ्रीडम को कम डिग्री मानते हैं इस स्तिथि मै आप एक नमूनाकरण स्थान को कम कर सकते हैं और अंत में लोकल सर्च आप तापमान को कम कर सकते हैं आप नमूने की कम संख्या प्राप्त कर सकते हैं इसलिए लोकल खोज करें और आप इन सिमुलेटेड अन्नीलिंग विधि का उपयोग करके संभावित अनुरूप की सही पहचान कर सकते हैं और दूसरा यह जेनेटिक एल्गोरिथ्म सही थोड़ा इस्तेमाल किया जाने वाला जेनेटिक एल्गोरिथ्म है स्टोकेस्टिक एल्गोरिथ्म डेटा को सैंपल करने के लिए है जो वे मुख्य रूप से ग्लोबल ऑप्टिमाइज़ेशन मुद्दों में उपयोग करते हैं तो वे आपको सबसे पहले किस पोज़ में लेते हैं प्रारंभिक जनसंख्या उत्पन्न होने वाली यादृच्छिक अनियमित randomly जनसंख्या है तो प्रत्येक गुणसूत्र एक पोज़ का प्रतिनिधित्व करता है तो इस मामले में आपके पास कई पोज़ की एक यादृच्छिक संख्या हो सकती है जो बिंडिंग स्टेट को उत्पन्न करती हैं फिर आप जांचते हैं कि कुछ स्कोरिंग कार्य हैं जो टॉर्सनल कोणों पर आधारित हैं और अन्य ऊर्जा क्षमताएं देखती हैं सही कि उच्च स्कोरिंग के स्थान क्या हैं उच्च स्कोरिंग वाले लें और आप नए बच्चे के पोज को बनाने के लिए उच्च स्कोरिंग पोज को मर्ज करते हैं तो बेतरतीब ढंग से उत्पन्न पॉज़ करें उनमें से कुछ उच्च स्कोर वाले हैं उनमें से कुछ कम स्कोर वाले हैं और फिर इस उच्च स्कोरिंग को एक बच्चे की मुद्रा उत्पन्न करने के लिए मर्ज करते हैं तब बच्चा पोज़ कि वे कुछ उत्परिवर्तन करते हैं वे टॉर्सनल कोण बदल सकते हैं या फिर अभिविन्यास की जांच कर सकते हैं इसलिए नया सुधार करें और फिर देखें कि स्कोर बढ़ता है या घटता है फिर अगर यह बढ़ जाता है तो आप इस नए बच्चे को अगली पीढ़ी बनाने के लिए पिछले वाले मूल मुद्रा के साथ बनाते हैं इसे बार बार करें और फिर से n पीढ़ियों तक करें सही यहाँ n महत्वपूर्ण सुधार देखे जाते हैं इस मामले में आप एक उच्च स्कोरिंग मुद्रा की पहचान कर सकते हैं तो कई यादृच्छिक विरूपण के साथ शुरू तो रैंडम पोज़ आपको वही मिलता है जो उच्च अंक होता है फिर उच्च अंकों को मर्ज करें और बच्चे का निर्माण करें फिर आप म्यूटेशन करें उत्परिवर्तन का अर्थ होता है कि टॉन्सिल कोण और घुमाव में परिवर्तन और इस स्कोरिंग को ढूंढना फिर उच्च स्कोरिंग के साथ उपयोग किया जाता है और अंत में हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमें यह महत्व नहीं मिलता जब तक कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता है तब आप इस पोज़ की पहचान कर सकते हैं तो इसी तरह साहित्य में विभिन्न अन्य एल्गोरिदम उपलब्ध हैं जो सही स्थान की खोज करते हैं और देखते हैं प्रोटीन साइट पर लिगैंड के लिए संभावित अनुरूप स्थान क्या है ठीक है तो यह एक पहलू है कि डॉकिंग में दो प्रमुख पहलू क्या हैं एक नमूना है छात्र नमूना और स्कोरिंग एक और स्कोरिंग फ़ंक्शन ठीक है स्कोरिंग फ़ंक्शन का क्या अर्थ है स्कोरिंग फ़ंक्शन से आपको कौन सी जानकारी मिल सकती है छात्र विभिन्न बैंडिंग बल में अंतर जो सबसे अच्छा है सबसे अच्छा एक अधिकार आप देख सकते हैं कि यह सटीक रूप से बिंडिंग एफिनिटी की गणना है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास यौगिकों का एक सेट है या आप वर्चुअल स्क्रीनिंग करते हैं जो आपके द्वारा कुछ यौगिकों का चयन करते हैं तो यह यौगिकों को पहचान सकता है तो फिर यह भी कार्यवाहियों को रैंक कर सकता है यदि 10 कंपाउंड आप इस स्कोरिंग फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं तो यह सभी 10 के लिए मान देगा और सबसे अच्छे लोगों को देख सकते हैं जिन्हें आप इस एफिनिटी के संदर्भ में सक्रिय कर सकते हैं तो फिर आप भी निष्क्रिय के पोसेस से अधिक सक्रिय के पोसेस स्कोर कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास 10 100 एक्टिविस्ट और एक हजार निष्क्रियताएं हैं और यदि आपके पास स्कोरिंग फंक्शन है तो आप इस तरह से स्कोरिंग फंक्शन कर सकते हैं कि निष्क्रियताओं की तुलना में एक्टिव का पोज हाई स्कोर होना चाहिए वर्चुअल स्क्रीनिंग के केस में इसी तरह आप स्कोरिंग फ़ंक्शंस को समायोजित कर सकते हैं तो यह स्कोरिंग फ़ंक्शन निष्क्रिय के साथ तुलना में एक्टिविज़ की पहचान करने के लिए उपयोगी हो सकता है तो फिर कैसे उत्पन्न करे कैसे स्कोरिंग कार्यों को विकसित करे राइट वहाँ विभिन्न तरीके हैं एक सरल है आप कह सकते हैं कि आपके पास एक प्रोटीन है और आपके पास स्कोरिंग फ़ंक्शन में एक लिगैंड है आम तौर पर अगर आप बात करते हैं कि हम क्या उम्मीद करते हैं यदि आपके पास आपके प्रोटीन और लिगैंड साथ इंटरैक्ट करने के लिए है छात्र शेप कॉम्पलिमेंट शेप कॉम्पलिमेंट उसे इंटरैक्ट करना चाहिए सही यह उचित स्थिति होनी चाहिए इसलिए जहां हमारे पास प्रोटीन में उत्तल या अवतल है जो इस लिगैंड के मामले में विपरीत होना चाहिए तो उनके बीच अच्छी इंटरेक्शन होती है और फिर वे तंग बंधन के साथ काम्प्लेक्स बना सकते हैं तो एक आकार और रासायनिक पूरक स्कोर है इसलिए उनकी संपूरकता कितनी दूर है तो हम कुछ ज्ञात संरचनाओं के आधार पर एम्पिरिकल स्कोरिंग कर सकते हैं जो वे इंटरेक्शन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं उसमें से आप ज्ञात मान गतिविधि मूल्यों के साथ सही जाँच कर सकते हैं और फिर कुछ एम्पिरिकल स्कोरिंग देख सकते हैं राइट फिर हम एक बल क्षेत्र स्कोरिंग देख सकते हैं जो बल क्षेत्र इंटरैक्शन ऊर्जाओं पर निर्भर करता है हम इंटरैक्शन की गणना कर सकते हैं और इंटरैक्शन का उपयोग करते हुए क्या आप देख सकते हैं कि यह संभावित लिगैंड सही संभावित संभावना यौगिक हो सकता है फिर आप ज्ञान आधारित स्कोरिंग का उपयोग कर सकते हैं इस मामले में यदि आपके पास लिगैंड और प्रोटीन है तो आप कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स को पोटेंशियल में बदल सकते हैं और यही कारण है कि आपको स्कोरिंग फंक्शन मिल सकता है या नहीं यह एक्टिवेस की तुलना में इन एक्टिविस को सही पहचान सकता है फिर सर्वसम्मति स्कोरिंग जैसा कि हमने संरचना माध्यमिक संरचना भविष्यवाणी में चर्चा की आप विभिन्न प्रकार के स्कोरिंग कार्यों की जांच करते हैं और यहां से उठाते हैं और अंत में एक और स्कोरिंग फ़ंक्शन बनाते हैं राइट सहमति विभिन्न कार्यों से मैं अब विवरणों को समझाऊंगा कि कैसे करना है पहले एक आकार और रासायनिक पूरक स्कोर है तो इस मामले में या तो आप प्रोटीन साइट सक्रिय साइट और लिगंड की गुहा देख सकते हैं जहां आप यह देख सकते हैं कि यह आपको कहां मिल सकता है तो इस मामले में तो प्रोटीन की सतह सही है वे सक्रिय साइट हैं जिन्हें आपने विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया है और इसमें से आप देख सकते हैं कि यह कितनी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्ट कर सकता है और क्या लिगैंड पक्ष में भी पार्टनर लिगैंड का हिस्सा है जो हमारे पास बहुत अधिक परमाणु उपलब्ध है इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर प्रोटीन साइड में कितने डोनर और लिगैंड साइड में कितने एक्सेस्टर और इसी तरह अन्य रास्ते प्रोटीन पक्ष में कितने एक्सेस्टर और लिगैंड पक्ष में डोनर एक्सेस्टर करने वाले लिगेंड हैं देखें कि क्या आपके पास सतह सही है हम सतहों को कई ज़ोन और प्रत्येक ज़ोन में विभाजित कर सकते हैं क्योंकि लिगैंड छोटा है तो यह बैंडिंग साइट के साथ फिट हो सकता है या नहीं इसलिए हम इस पूरक को देखते हैं कि प्रोटीन में 10 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होने पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं और लिगैंड में भी कई हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं लेकिन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं है तब हम फिट हो सकते हैं नहीं राइट क्योंकि अगर हमारे यहां हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है तो हमें स्वीकार करने वालों की जरूरत है तो हाइड्रोजन बांड सही बनाओ इसलिए उनके पास प्रोटीन पक्ष में विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकारकर्ता हैं और लिगैंड साइड से समान मिलते हैं पूरक देखें कि क्या ये संख्या मेल खाएगी या नहीं इसलिए यदि वे मेल खाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह लिगैंड एक दो लिगैंड से बेहतर है इसलिए आप आकार या रासायनिक पूरक स्कोर के आधार पर स्कोरिंग देख सकते हैं और दूसरा एम्पिरिकल स्कोरिंग राइट एम्पिरिकल स्कोरिंग कैसे काम करेगी छात्र ऊर्जा राइट इस मामले में अगर हमें पहली बार गैर लिगेंड्स की बाइंडिंग एफिनिटी मिलती है उदाहरण के लिए यदि आपके पास विशिष्ट लक्ष्य के साथ 100 लिगेंड हैं तो तो हम जानते हैं कि बाइंडिंग एफिनिटी प्रायोगिक रूप से ज्ञात है फिर सही कहा कि हम उदाहरण के लिए विभिन्न मापदंडों की गणना कर सकते हैं मरोड़ की संख्या हाइड्रोजन बांड की संख्या हाइड्रोजन बांड के कारण ऊर्जा चार्जेज के कारण ऊर्जा एरोमेटिक इंटरैक्शन और हाइड्रोफोबिक अन्य हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के कारण ऊर्जा हम विभिन्न मापदंडों की सही गणना कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास लिगैंड राइट एफिनिटीजो ज्ञात है और कॉम्प्लेक्स उपलब्ध है सही तो हम सभी मापदंडों की गणना कर सकते हैं इसलिए जब हम सभी पैरामीटर लेते हैं तो कंपाउंड एक को ले लेते हैं आप देख सकते हैं कि यह डेल्टा G 1 है यह ज्ञात है कि यह बराबर है a गुना डेल्टा G 1 प्लस बी डेल्टा जी हाइड्रोजन बॉन्ड 1 में और इतियादी तो आप कंपाउंड दो लेते हैं आप मूल्य डेल्टा जी 2 प्राप्त कर सकते हैं आप इस उपयोग कर सकते हैं तो अब आप यहाँ हैं अगर आप दाहिने हाथ की तरफ इन डेल्टा G या डेल्टा Gs को देखते हैं जो आप काम्प्लेक्स से गणना कर सकते हैं या यदि हम एक फ्री प्रोटीन लेते हैं तो आप यह गणना कर सकते हैं कि सभी मान ज्ञात हैं तो यहाँ चर क्या है जो यहाँ स्थिर है Student A छात्र A गुणांक आए हैं उदाहरण के लिए यह ab प्लस आप निरंतर कह सकते हैं इसलिए कि हम नहीं जानते तो यहाँ हम जानते हैं कि डेल्टा G यह प्रायोगिक रूप से सही ज्ञात है तो अब इस समीकरण को फिट करें उदाहरण के लिए हमारे पास 100 यौगिक हैं आपको 100 समीकरण मिलेंगे फिर हम इन समीकरणों को कैसे फिट करेंगे छात्र कम से कम वर्ग के सिद्धांत का उपयोग करते हुए छात्र कम से कम वर्ग कम से कम वर्ग आप कर सकते हैं तो यह कम से कम वर्गों का सिद्धांत है आप इस समीकरण को फिट कर सकते हैं फिर आप इन सभी स्थिरांक की गणना कर सकते हैं अब आपके पास किसी भी नए यौगिक के लिए आप लिगैंड बना सकते हैं और आप प्रोटीन देख सकते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब हमारे पास सभी स्थिरांक होते हैं तो हम सभी ऊर्जा शर्तों की गणना करते हैं और फिट होते हैं और फिर हमें मूल्य मिलते हैं डेल्टा जी यह आपको स्कोर करने में मदद करेगा यदि कोई अन्य 100 यौगिक या 200 यौगिक हैं हम उन सभी ऊर्जा शर्तों और स्थिरांक की गणना करते हैं जिन्हें हम जानते हैं तो इस समीकरण को ठीक से फिट करें आप इन डेल्टा जी के लिए मान प्राप्त करने के लिए इस समीकरण को फिट कर सकते हैं फिर हमारे पास परिमित यौगिक हैं आपको परिमित यौगिक मिलते हैं जो हम आपके डेल्टा जी को प्राप्त करते हैं और आप इसे रैंक कर सकते हैं या यह इस पर आधारित दो में से एक है स्कोरिंग फ़ंक्शन सही है तो हमारे एम्पिरिकल स्कोरिंग होने के क्या फायदे और नुकसान हैं यह लाभ बहुत तेज़ है क्योंकि हमें केवल इस ऊर्जा को इन ऊर्जा शर्तों की गणना करने की आवश्यकता है और हम सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि हम बाइंडिंग एफिनिटी का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास समीकरण हैं मूल्यों को स्थानापन्न मान लें और वे डेल्टा जी को प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरल सही तो क्या नुकसान हैं छात्र पर्याप्त डेटा क्योंकि जब हम इस एम्पिरिकल स्कोरिंग को विकसित करने के लिए हमें डेल्टा जी के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है लेकिन डेल्टा हजारों यौगिकों के लिए उपलब्ध है तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन डेल्टा जी केवल कुछ यौगिकों के लिए ही उपलब्ध है उदाहरण के लिए यदि आप कोई भी लेते हैं विशिष्ट लक्ष्य आपको कई ऐसे यौगिक नहीं मिलते हैं जो आपको केवल कुछ यौगिक मिलते हैं इस मामले में आप कर सकते हैं इन संरचनाओं को प्राप्त करने और इसकी बैंडिंग को सही करना मुश्किल है क्योंकि फिटिंग उचित नहीं है तब हम बाइंडिंग एफिनिटी में विसंगति देख सकते हैं कभी कभी हमारे पास अलग अलग प्रयोगशालाओं द्वारा बताए गए बाइंडिंग एफिनिटी होते हैं इस मामले में इस विशेष समीकरण के साथ फिट होना मुश्किल है हम हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर भी निर्भर कर सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग इंटरैक्ट कर रहे हैं तो यह निर्भर करता है कि हाइड्रोजन परमाणुओं को कहां रखा गया है अगर हमने गलत तरीके से रखा है तो हमारे पास हाइड्रोजन बांड के गठन के मुद्दे इश्यूज होंगे फिर प्रशिक्षण सेट की हस्तांतरणीयता पर भी निर्भर करता है तो अगला है खराब संरचनाओं के लिए कोइंटरैक्ट करते हैं तो इस मामले में अच्छा स्कोर होगा इसलिए ये एम्पिरिकल स्कोरिंग फ़ंक्शन होने के कई नुकसान हैं लेकिन अच्छा हिस्सा यह है यदि आपको अच्छी संख्या में एफिनिटी के मूल्य मिलते हैं और संरचनाओं की अच्छी संख्या उपलब्ध है तो आप इस एम्पिरिकल स्कोरिंग फ़ंक्शन का उपयोग करके आसानी से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह कुछ मामलों के लिए ठीक काम करता है फिर अगला एक बल क्षेत्र है जो सही स्कोरिंग है बल क्षेत्र का एक अर्थ विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की गणना करता है तो यहाँ यह मुख्य रूप से इस के लिए है छात्र वैन डेर वाल्स वैन डेर वाल्स ऊर्जा सही है और यह शब्द छात्र इलेक्ट्रोस्टैटिक electrostatic यह इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यह एम्बर बल क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख शब्द है व्यापक रूप से बल क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तो यह अच्छी तरह से अध्ययन किया है और यह भी भौतिक आधार पर आधारित है क्योंकि ऊर्जा की गणना तब हम इस ऊर्जा को देख सकते हैं और किसी भी परिसर के लिए ऊर्जा की गणना कर सकते हैं हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास लिगैंड सही है आप ऊर्जा की गणना कर सकते हैं क्योंकि हम दूरी को जानते हैं सही और सीधे आप ऊर्जा से संबंधित कर सकते हैं कम है यह संभावित यौगिक ऊर्जा है उच्च है यह एक संभावित यौगिक नहीं है तो सभी जोड़ों के लिए आप ऊर्जा की गणना कर सकते हैं आप इसे कर सकते हैं यह आसान है तो क्या नुकसान हैं यहाँ यह उदाहरण के लिए ऊर्जा के कुछ विशिष्ट शब्दों का उपयोग करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और वान डेर वाल्स ऊर्जा सही इस मामले में वे इसे बढ़ा सकते हैं सॉल्वेशन के साथ साथ अन्य प्रकार की एंट्रॉपी की आवश्यकता होती है जो की गायब है तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इस बल क्षेत्र को सही करने की आवश्यकता है कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का अनुमान लगाया जाता है तो इस मामले में इलेक्ट्रोस्टैटिक को अनुमानित से अधिक परिसरों को रैंक करना मुश्किल होगा फिर यदि केवल सकारात्मक नकारात्मक चार्ज परमाणु होते हैं तो रैंक बहुत अधिक हो जाएगा वे इस हाइड्रोजन बांड और सभी की अनदेखी करते हैं इस मामले में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है जब आप इस बल क्षेत्र प्रकार स्कोरिंग का उपयोग करते हैं दूसरा पहलू यह है कि वे विभिन्न स्थिरांक various constants का भी उपयोग करते हैं स्थिरांक इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक ज्ञात संरचना से प्राप्त होते हैं यह सही भूमिका निभाता है जब हम गैर बंध सहभागिता प्राप्त करते हैं तो हम 3 अलग अलग प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के स्कोरिंग कार्य क्या हैं आकार और रासायनिक पूरक छात्र एम्पिरिकल एम्पिरिकल स्कोरिंग फ़ंक्शन छात्र बल क्षेत्र और बल क्षेत्र अभी अगले एक ज्ञान आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन है जो ज्ञान आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन है यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिगैंड और प्रोटीन में परमाणु संपर्क में कैसे हैं तो वे क्या करते हैं

इसलिए वे एक मैट्रिक्स को बनाते हैंराइट एक साइड प्रोटीन के लिए है दूसरी साइड लिगैंड के लिए है और दो परमाणुओं के बीच संपर्कों की संभावना देखते हैं प्रोटीन में अलग अलग परमाणु क्या हैं छात्र सीएच स्टूडेंट एच ओ न प्लस ओ माइनस एस राइट इसी तरह लिगंड में भी आपके पास अलग अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं और देख सकते हैं कि परमाणु कितनी दूर वितरित किए गए हैं किसी भी जगह को 35 एंगस्ट्रॉम या 4 एंगस्ट्रॉम कहें और दूरी के भीतर वे जोड़ी की वरीयता को सही से देख सकते हैं क्या लिगैंड्स ठीक वहाँ N है और यह N संपर्क में है या नहीं N और O संपर्क में हैं या नहीं इसलिए उन्हें ये प्राथमिकता दूरी के आधार पर मिलती है फिर आप उदाहरण के लिए किसी भी विशिष्ट दूरी को देखते हैं 35 कोण सही तो अवशेषों के बीच पूरी तरह से कितने अवशेष जोड़े कितने अलग अलग विशिष्ट समूहों में कितने अवशेष जोड़े सही मानों को सामान्य करते हैं और अंत में हम इसे एक प्रसार अधिकार प्राप्त कर सकते हैं किसी भी दूरी पर परमाणु संपर्कों किसी भी जोड़े को प्राप्त करें इसलिए परमाणु संपर्कों के आधार पर आप कुल संपर्कों को सामान्य कर सकते हैं जो इस प्रवृत्ति को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं तब हम इस समीकरण का उपयोग करके ऊर्जा क्षमता को प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित करते हैं माइनस आरटी लघुगणक इस प्रवृत्ति को एक प्रकार के विभाजन गुणांक के रूप में माना जाता है इसका मतलब यह है कि कई सैंपलिंग के डेटा सही हैं फिर इस प्रवृत्ति को ऋणात्मक आरटी का उपयोग करके लघु ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है इसलिए अब आप इन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं फिर हमारे पास प्रोटीन और लिगैंड के नए प्रोटीन हैं हम प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक जोड़े के लिए दूरी सही है हमारे पास डेल्टा G मान हैं और कुछ डेटा के मान और स्थानापन्न हैं और अंत में आपको स्कोर मिलता है इसलिए अब किसी भी काम्प्लेक्स के लिए हम यह स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और इन अंकों को जोड़ सकते हैं तो यह ज्ञान आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन पर आधारित है कि यह कैसे काम करता है यदि परमाणुओं के किसी विशिष्ट जोड़े को पसंद किया जाता है और उस पसंदीदा अवशेष परमाणु भी आपके नए परिसर में मौजूद हैं तो इसका उच्च स्कोर होगा यदि इस नए परिसर में अत्यधिक पसंद किया जाता है तो यह सही पसंद नहीं है इसे कम स्कोर मिलेगा ज्ञात प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स में इन संपर्कों की उपलब्धता के आधार पर यह नया कॉम्प्लेक्स स्कोर करेगा तो यह एक प्रकार का अनुभवजन्य है लेकिन यह अधिक सामान्य है क्योंकि यह अधिक दूरी है जो बैंडिंग डेटा है क्योंकि हमें अधिक संख्या में डेटा मिलता है क्योंकि उनके बैंडिंग ऊर्जा डेटा की आवश्यकता नहीं है हमें उन परिसरों की आवश्यकता है जो कि उपलब्ध हैं तो आपके पास बहुत सारे परिसर हैं जो हम कर सकते हैं नुकसान यह है कि वे आमतौर पर एक जोड़ीदार का उपयोग करते हैं यह एक बल संभावित माध्य बल है लेकिन इसकी संभावना है A और B मुख्य रूप से आसपास के परमाणुओं के संपर्क पर निर्भर करते हैं इस मामले में प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स के मामले में सभी संपर्कों को सही ढंग से मैप करना मुश्किल है तो दूसरा एक समान तरल माध्यम के आंकड़ों से उत्पन्न परिकल्पना है लेकिन यहां यह पर्यावरण में प्रोटीन लिगैंड परिसरों के मामले में पूरी तरह से गैर समान माध्यम है इसके बाद अगला आम सहमति है तो अब हमारे पास एक अलग स्कोरिंग फ़ंक्शन है कुछ स्कोरिंग फ़ंक्शन कुछ पहलुओं में अच्छा प्रदर्शन करता है इसलिए वे आम सहमति स्कोर प्राप्त करने के लिए कई स्कोरिंग कार्यों को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं या तो वे सभी स्कोरिंग फ़ंक्शंस का उपयोग करते हैं या वे अलग अलग वज़न के साथ अलग अलग स्कोरिंग फ़ंक्शंस से डेटा का उपयोग करते हैं यह देखेंगे कि इस बैंडिंग एफिनिटी की भविष्यवाणी के लिए वे किसी भी एकल स्कोरिंग फ़ंक्शन से बेहतर हो सकते हैं इसलिए विभिन्न स्कोरिंग फ़ंक्शन हैं हमने चर्चा की कि विभिन्न स्कोरिंग फ़ंक्शन क्या हैं छात्र आकार पूरक आकृति पूरक और रासायनिक पूरक छात्र एम्पिरिकल एम्पिरिकल आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन छात्र बल क्षेत्र बल क्षेत्र आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन छात्र ज्ञान आधारित ज्ञान आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन छात्र और आम सहमति और आम सहमति कैसे काम करती है सर्वसम्मति क्यों महत्वपूर्ण है छात्र इसमें कई शामिल हैं हाँ क्योंकि तर्कसंगत है कि वे सोचते हैं कोई भी स्कोरिंग फ़ंक्शन लें जो आपको कुछ डेटा दे लेकिन अगर आप तुलना करते हैं कि आप किसी एक का उपयोग कर रहे हैं तो इससे बेहतर हो सकता है इसलिए इस मामले में वे प्रयोगात्मक डेटा का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न स्कोरिंग कार्यों को देखते हैं और वे स्कोरिंग कार्यों को मर्ज करते हैं या तो वे सभी स्कोरिंग कार्यों का उपयोग करते हैं या विभिन्न स्कोरिंग कार्यों से कुछ जानकारी लेते हैं और अंत में वे सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इस मामले मैं आप बेहतर स्कोरिंग फ़ंक्शन को सही से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह विभिन्न प्रोटीन लिगैंड परिसरों के बैंडिंग संबंध को जिम्मेदार ठहरा सकता है अब जब इस तरह के सैंपलिंग स्पेस और स्कोरिंग फंक्शंस का सही उपयोग हम कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं जिसे वर्चुअल स्क्रीनिंग कहा जाता है राइट हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे राइट तो यौगिक compounds प्राप्त करें इसलिए साहित्य में विभिन्न स्कोरिंग कार्य और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए फोर्स फील्ड आधारित सॉफ्टवेयर गोल्डकोर DOCK और ऑटोकॉक राइट ऑटोडॉक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वजनिक डोमेन प्रोग्राम है जो शैक्षणिक उपयोग में मुफ्त में उपलब्ध है फिर एक एम्पिरिकल आधारित अग्र क्षेत्र है जैसे कि केमकोर या पीएलपी या ग्लाइड अतिरिक्त सटीक सही या मानक परिशुद्धता और ज्ञान आधारित क्षमता जैसे पीएमएफ या ड्रगस्कोर या एस्प और इतियादी इसलिए साहित्य में कई सॉफ्टवेयर है राइट और ग्लाइड कमर्शियल हैं और ऑटोडॉक फ्री है राइट आप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी लिगैंड के साथ प्रोटीन के साथ डॉकिंग प्राप्त करने के लिए सही उपयोग कर सकते हैं फिर एक बार हमारे पास डॉकिंग है तो अगर हमारे पास यौगिकों का एक सेट है उदाहरण के लिए एनमाइन में दो मिलियन यौगिक और जिंक 35 मिलियन यौगिक हैं तो आप इस जानकारी का उपयोग संभावित लिगंडस को सही जो एक संभावित सीसा यौगिक हो सकता है फॉर a डिस्कवरी के मामले के लिए इसलिए संक्षेप में हमने इस वर्ग में क्या चर्चा की छात्र कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी तो इस कंप्यूटर के विभिन्न पहलू क्या हैं जो वेब डिज़ाइन को सहायता प्रदान करते हैं इसलिए यदि आपके पास इस डॉकिंग के लिए आवश्यक जानकारी क्या है छात्र बाइंडिंग डेटा हमें प्रोटीन पक्ष के साथ साथ लिगंड की भी आवश्यकता है छात्र लिगैंड तो और फिर अगर आपके पास यह एक है तो आपके पास दो प्रकार के डॉकिंग हैं जिन पर हमने चर्चा की है एक रिजिड डॉकिंग और फ्लेक्सिबल डॉकिंग है रिजिड डॉकिंग और फ्लेक्सिबल डॉकिंग के बीच क्या अंतर है छात्र दोनों रिजिड हैं हाँ प्रोटीन पक्ष की रिजिड डॉकिंग रिजिड ligand भी है हम रचना कर सकते हैं और फिर सही डॉक करने की कोशिश करते हैं फ्लेक्सिबल डॉकिंग में यह प्रोटीन है हमारे पास अलग अलग समझौते हैं इस मामले में आप विभिन्न अनुरूपताएं उत्पन्न कर सकते हैं जो सही समय लगेगा छात्र फ्लेक्सिबल सही फ्लेक्सिबल डॉकिंग करें क्योंकि इसे आपने विभिन्न कन्फर्मेशन के माध्यम से खोज की है राइट तो डॉकिंग में दो अलग अलग प्रमुख पहलू क्या हैं छात्र सर्च एल्गोरिथ्म सर्च एल्गोरिथ्म छात्र स्कोरिंग फ़ंक्शन और स्कोरिंग फ़ंक्शन सही है तो विभिन्न खोज एल्गोरिदम आप क्या उपयोग कर सकते हैं छात्र व्यवस्थित व्यवस्थित खोज और स्टोकेस्टिक खोज व्यवस्थित और स्टोचस्टिक खोज में क्या अंतर हैं छात्र एक अनियमित है आपके द्वारा किए जाने वाले सभी व्यवस्थित हैं लेकिन स्टोचस्टिक का समय ले रहा है सही यह बेतरतीब ढंग से सही नमूना ले सकता है और आप संभावित स्कोरिंग सही मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं तब ऊर्जा कार्य करता है ऊर्जा के विभिन्न प्रकार क्या हैं छात्र स्कोरिंग कार्य इसलिए स्कोरिंग फ़ंक्शंस अलग अलग प्रकार के स्कोरिंग फ़ंक्शन जो कि संपूरकता या अनुभवजन्य के आधार पर है या आप ऊर्जा को देख सकते हैं या प्रवृत्ति मानों और सर्वसम्मति का उपयोग कर सकते हैं तो हमारे पास ये नमूने हैं और फिर यदि आपके पास स्कोरिंग फ़ंक्शन है तो आप यौगिकों को डॉक कर सकते हैं और यदि आपके पास लाइब्रेरी में यौगिकों का एक सेट है तो आप संभावित यौगिकों के रूप में संभावित यौगिकों की पहचान करने के लिए वर्चुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं अगली कक्षा में मैं यौगिकों की वर्चुअल स्क्रीनिंग के बारे में चर्चा करूँगा अगर हमारे पास यौगिकों का एक सेट है सबसे अच्छे लोगों की पहचान कैसे करें और संभावित यौगिकों को प्राप्त करने के लिए उदाहरण के लिए मुख्य यौगिक सही हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे QSAR मॉडल का उपयोग अगले कुछ वर्गों में उपन्यास संभावित अवरोधकों की पहचान करने के लिए भी किया जाता है ध्यान देने के लिये आपको धन्यवाद